हमारे पाठ्यक्रम के अगले भाग में हम फाइल सिस्टम और मास स्टोरेज पर चर्चा करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य मेमोरी क्षमता सीमित है इसलिए जब वे कई प्रोग्राम निष्पादित कर रहे हैं तो इसलिए हमें वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करना होगा और डिस्क इसका एक हिस्सा बन जाएगा इसके अलावा हमें इस प्रोग्राम कोड उनके संकलित संस्करणों के डेटा बेस और बहुत सारी चीजों को संग्रहीत करने की आवश्यकता है इतनी सारी चीजें और उन्हें ठीक से चलाने के लिए एप्लिकेशन को एक से चलाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहीत करने की आवश्यकता है तो वे जानकारी जो आप स्टोर करने जा रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज एक मैग्नेटिक या ऑप्टिकल उपकरण है इसलिए वे अर्धचालक मेमोरी की तुलना में बहुत धीमी हैं इसलिए जब हम मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं तो एक विशाल गति अंतराल से होते हैं कम से कम और जब हम मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं के परिमाण के क्रम से लेकिन मुख्य मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की क्षमता बहुत बड़ी होती है इसलिए क्षमता के हिसाब से इसमें सुधार हो रहा है लेकिन पहुंच का समय बहुत अधिक है इसलिए हमें इस तरह की सेकेंडरी मेमोरी को इस तरह से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है कि समय अंतराल जो मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच है जो कुछ हद तक कम हो जाए और उन फाइलों को भी जिन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज में खोजना चाहते हैं ताकि कि खोज प्रभावी हो जाता है तो हम बहुत आसानी से किसी विशेष फ़ाइल का पता लगा सकते हैं अन्यथा इस बात पर विचार करें कि हमें एक विशाल सेकेंडरी स्टोरेज मिल गया है और फाइलें हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन की तरह बिखरी हुई हैं हम सूचनाओं को उचित तरीके से व्यवस्थित रखते हैं ताकि जब हमें किसी विशेष वर्ग की जानकारी की आवश्यकता हो तो हम किसी विशेष अलमीरा के पास जाएं या शायद संबंधित दस्तावेजों का पता लगाने के लिए विशेष अलमारी के पास जाएं इसलिए क्या वे उन सभी स्थानों पर बिखरे हुए हैं जहां आप कल्पना कर सकते हैं कि जानकारी पेज में है या नहीं जानकारी है इसलिए जानकारी के उस टुकड़े का पता लगाना बहुत मुश्किल है इसलिए इस कोर्स के इस भाग में ऐसा होने जा रहा है इसलिए हम इस फाइल सिस्टम और इस मास स्टोरेज ऑर्गनाइजेशन पर गौर करेंगे हम जिन अवधारणाओं को कवर करेंगे वे इस तरह हैं पहले हम सेकेंडरी स्टोरेज प्रणाली को देखेंगे फिर स्टोरेज पदानुक्रम फिर डिस्क की संरचना इसलिए जहां तक सेकेंडरी स्टोरेज का संबंध है ज्यादातर हम डिस्क स्टोरेज के बारे में बात करेंगे क्योंकि यह अब कमोबेश एक मानक है जो इस कंप्यूटर सिस्टम के पास है बेशक सेकेंडरी स्टोरेज के अन्य रूप हैं जैसे टेप और यूएसबी लेकिन हम मुख्य रूप से डिस्क संरचना के बारे में बात करेंगे अब बस एक प्रोसेस को निष्पादित करते समय एक प्रोसेस की तरह कई मेमोरी संदर्भ उत्पन्न कर सकते हैं इसी तरह एक प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी के कई एक्सेस के लिए पूछ सकती है अब यदि आप उन एक्सेस को ऑर्डर नहीं करते हैं तो वहां एक्सेस पैटर्न यादृच्छिक हो सकता है शायद हम स्थान पर स्थित जानकारी की तलाश कर रहे हैं उसके बाद हम स्थान 50 की तलाश कर रहे हैं फिर से 30 पर वापस आ रहे हैं फिर 200 पर जा रहे हैं इसलिए यदि यह इस तरह यादृच्छिक है तो सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस धीमी हो जाएगी जैसा कि रीड राइट हेड होता है जोकि कुछ स्लाइड बाद हम देखेंगे जिसको कि डिस्क के उपयुक्त हिस्से में जाने की जरूरत है तो इस तरह से समय लगता है इसलिए समय निर्धारण एक महत्वपूर्ण अवधारणा महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है जैसे आप एक्सेस को कैसे ऑर्डर करते हैं किस तरह से आप एक्सेस के अनुरोधों को पूरा करते हैं फिर फ़ाइल संगठन कैसे फ़ाइल को सेकेंडरी स्टोरेज में व्यवस्थित करने जा रहा है और फिर यह फ़ाइल एक्सेस और सुरक्षा तो मूल रूप से आप इसे कैसे एक्सेस करते हैं जैसे कि यह कुछ डायरेक्टरी के माध्यम से है या यह कुछ इंडेक्स फाइल्स के माध्यम से है तो कई संगठन हैं तो एक्सेस पैटर्न उसी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और यह भी कि किसको किसी विशेष फ़ाइल को एक्सेस करने की अनुमति है किसे सुरक्षा देने की अनुमति है किसे संशोधित करने की अनुमति है तो जैसे कि संरक्षण अब वहाँ होना है इसलिए यदि आपको एक मल्टी यूजर सिस्टम मिल गया है तो डिस्क में कई यूजर्स की फाइल्स एक साथ रहेंगी तो उस समय यह वांछनीय है कि केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं या वास्तविक ऑनर के पास ही उपयुक्त अनुमति होनी चाहिए जबकि अन्य अगर करना भी चाहे तो भी अन्य लोग संशोधित नहीं कर पाएं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा लागू किया जाना चाहिए इसलिए फ़ाइल के ऑनर के रूप में मैं बता सकता हूं कि इस विशेष फ़ाइल को कौन एक्सेस कर सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदारी है कि उस तरह से सुरक्षा सक्षम हो इसलिए मास स्टोरेज सिस्टम इसलिए हम मास स्टोरेज स्ट्रक्चर फिर स्टोरेज अटैचमेंट फिर सेकेंडरी स्टोरेज IO शेड्यूलिंग स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट स्वैप स्पेस मैनेजमेंट और RAID स्ट्रक्चर का अवलोकन करेंगे इसलिए हम इस RAID को थोड़ा बाद में देखेंगे तो यह कुछ डिस्क संरचना का एक बेमानी अरे है तो आप देखते हैं कि मैनेजमेंट के दो विशिष्ट प्रकार हैं यदि आप देखते हैं कि एक स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट है दूसरा है स्वैप स्पेस मैनेजमेंट जैसा कि हमने वर्चुअल मेमोरी पर बात करते समय पहले चर्चा की थी इसलिए हमने देखा है कि स्वैप स्पेस का उपयोग वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है और जब इसका उपयोग किया जाता है तो स्टोरेज डिवाइस की तुलना में एक्सेस पैटर्न अलग होता है इसलिए हमारे पास जो मुख्य अंतर है हम जानते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज इसे ब्लॉक के रूप में एक्सेस किया जाता है तो एक ब्लॉक 4 k या तो 4 किलो डेटा के बाइट के बराबर हो सकता है तो एक एक्सेस में आप 4 किलो डेटा प्राप्त कर सकते हैं तो लेकिन स्वैप स्पेस मैनेजमेंट के लिए यह होता है कि ब्लॉक का आकार बड़ा हो सकता है तो उस मामले में ब्लॉक का आकार 16 किलो बाइट हो सकता है इसलिए एक एक्सेस में आपको 16 किलो बाइट डेटा मिलता है क्योंकि पेज फॉल्ट होने पर स्वैप स्पेस एक्सेस बहुत बार होता है इस प्रकार इस पेज फॉल्ट को शीघ्रता से सेव किया जाता है इस ब्लॉक का आकार में वृद्धि हुई है इसलिए हमें प्रति एक्सेस अधिक मात्रा में डेटा मिलता है तो पेज फॉल्ट की संख्या कम हो जाएगी इस सर्चिंग का इस समय के अनुसार इसलिए सर्चिंग स्वैप स्पेस प्रबंधन में उतना कुशल नहीं है लेकिन सर्चिंग को इस संग्रहण डिवाइस प्रबंधन में बहुत कुशल होना चाहिए तो डिवाइस मैनेजमेंट पार्ट सर्चिंग कुशल होना चाहिए क्योंकि कोई व्यक्ति किसी विशेष फ़ाइल की तलाश में हो सकता है जहां स्वैप स्पेस के लिए ऐसा न हो तो हम जानते हैं कि जानकारी के लिए कौन सी मेमोरी फ्रेम रखी गई है तो वह केवल मेमोरी फ्रेम की खोज कर रहा है डिस्क स्पेस में मनमाने ढंग से नहीं ठीक है तो इस तरह यह प्रबंधन स्टोरेज डिवाइस से स्वैप स्पेस तक अलग है तो हम उस पर आएंगे अब इस चर्चा में आ रहा है स्टोरेज पदानुक्रम तो आपको यह मिल गया है यदि हम इस नीचे की तरफ से ऊपर की ओर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यह सबसे निचले स्तर पर हमें मैग्नेटिक टेप मिला है इसलिए अब निश्चित रूप से यह मैग्नेटिक टेप हम केवल बड़े कंप्यूटर केंद्रों या ऐसी चीजों में पा सकते हैं जहां वे कुछ मैग्नेटिक टेपों में महीनों तक बैकअप रखते हैं लेकिन यह अधिक से अधिक अप्रचलित हो रहा है लेकिन वैसे भी विचार यह है कि यह मैग्नेटिक टेप यह वॉल्यूम बहुत अधिक है लेकिन एक्सेस पैटर्न अनुक्रमिक है तो आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यह एक टेप है इसलिए आप टेप के एक छोर से पढ़ना शुरू कर सकते हैं और दूसरे छोर की ओर जा सकते हैं इसलिए यदि आप यहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप केवल इस दिशा में जा सकते हैं आप इन ब्लॉकों को अनियमित रूप से एक्सेस नहीं कह सकते तो सबसे पहले आपको इसे एक्सेस करना होगा और फिर आपको इस पर आना होगा और फिर इसे एक्सेस करना होगा इसलिए किसी अन्य स्थान पर वापस आना बहुत मुश्किल है तो उस तरह से मैग्नेटिक टेप का आकार बहुत बड़ा है लेकिन पहुंच का समय सबसे धीमा है दूसरी ओर उच्च श्रेणी के पदानुक्रम में आपको ऑप्टिकल डिस्क मिली है तो मैग्नेटिक टेप की तुलना में एक्सेस करने का समय बेहतर है लेकिन स्टोरेज क्षमता भी मैग्नेटिक टेप से कम है उसके ऊपर हमें यह मैग्नेटिक डिस्क मिली है इसलिए यहां हमें कुछ रैंडमनेस मिल सकती है इसलिए आप डिस्क को देख सकते हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डिस्क संरचनात्मक रूप से कुछ ऐसी होगी जिस पर हमें ट्रैक मिले हैं और उस ट्रैक पर हमें ये सेक्टर मिले हैं इसलिए आप किसी विशेष सेक्टर से डेटा के लिए पूछ सकते हैं क्योंकि डिस्क लगातार घूम रही है तो आप डिस्क के एक रोटेशन से पिछले ब्लॉक पर भी आ सकते हैं जो मैग्नेटिक टेप प्रकार के डिवाइस के लिए संभव नहीं है जहां टेप को रिवाइंड करना पड़ता है और इस रिवाइंडिंग का अर्थ है टेप गति की दिशा बदलना इसलिए इसमें बहुत समय लगता है इसलिए आमतौर पर हम मैग्नेटिक टेप के मामले में ऐसा नहीं करते हैं डिस्क क्योंकि यह एक घूमने वाला उपकरण है तो आप रोटेशन के दौरान बार बार सूचना के विशेष सेक्टर के विशेष भाग में आ सकते हैं तो इस तरह से यह मैग्नेटिक टेप की तुलना में अधिक यादृच्छिक है इसके शीर्ष पर हमें यह गैर वाष्पशील मेमोरी मिली हैं जो मूल रूप से फ्लैश डिवाइस और सभी हैं फिर से फ्लैश डिवाइस वे डिस्क की तुलना में बहुत तेज होते हैं लेकिन क्षमता फिर से यह इस फ्लैश की कम है तो यह बहुत हद तक सेकेंडरी स्टोरेज है और ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप है इन्हें तृतीयक स्टोरेज कहा जाता है क्योंकि अधिकांश समय हम टेप को स्थानांतरित करने वाले सिस्टम से बैकअप लेने के बाद हम स्थानांतरित करते हैं हम टेप या डिस्क ऑप्टिकल डिस्क को निकालते हैं और इसे कुछ स्टोरेज सेक्टर पर रखते हैं तो यह कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है यही कारण है कि उन्हें तृतीयक स्टोरेज कहा जाता है फिर सेकेंडरी स्टोरेज स्टोरेज में इसलिए वे कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा बने रहते हैं जो डिस्क हमारे कंप्यूटर में होती है इसलिए वे कंप्यूटर का हिस्सा बने रहते हैं भले ही एक्सेस कॉपी हो गया हो तो इस तरह से यह सिस्टम के साथ बना हुआ है तो इसीलिए उन्हें सेकेंडरी कहा जाता है और उसके शीर्ष पर हमें प्राथमिक मेमोरी मिली है तो प्राथमिक का मतलब है कि वे सीधे सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो सीपीयू सीधे उनसे जानकारी मांग सकता है तो यह मेमोरी कैश और सीपीयू रजिस्टर करता है इसलिए ये मेमोरी के तीन अन्य स्रोत हैं जो मूल रूप से प्राथमिक स्टोरेज हैं क्योंकि दूसरी ओर सीपीयू सीधे उनसे बात कर रहा है और दूसरी ओर द्वितीयक स्टोरेज या तृतीयक स्टोरेज इसलिए सीपीयू उनके साथ सीधे संपर्क में नहीं है सीपीयू अगर इसे एक्सेस करना चाहता है अगर यह पाता है कि पेज फॉल्ट के कारण या उपयोगकर्ता प्रोग्राम द्वारा कुछ एक्सेस अनुरोध के कारण इसे मैग्नेटिक डिस्क तक पहुंचने की आवश्यकता है तो यह डिस्क शेड्यूलर को ऐसा करने के लिए कहेगा ठीक है तो इस तरह से और डिस्क शेड्यूलर आम तौर पर कुछ अन्य बस मास्टर्स की मदद लेता है जैसे कि इस प्रत्यक्ष मेमोरी एक्सेस और उस प्रकार की नीतियां उस विशेष ब्लॉक में आती हैं और जानकारी प्राप्त करती हैं इसलिए सीपीयू सीधे वहां शामिल नहीं है दूसरी ओर यह ऑप्टिक यह तृतीयक भंडारण इसलिए इसे एक्सेस किया जाता है इस तक पहुंच अक्सर सिस्टम प्रशासक द्वारा एक सप्ताह या एक बार में निर्धारित की जाती है इसलिए वे पूरे सिस्टम का बैकअप लेंगे और इसे उस मैग्नेटिक टेप या तृतीयक स्टोरेज पर रख देंगे इस प्रकार यह पूरी तरह से प्रशासक और इसी समय अनुसूची द्वारा नियंत्रित हो जाता है तो यह भंडारण पदानुक्रम है इसलिए जैसा कि आप पदानुक्रम में अधिक ऊपर जाते हैं पहुंच समय कम हो जाएगा लेकिन भंडारण क्षमता भी कम हो जाएगी और जो चीज़ यहां नहीं दिखाई गई है उसकी लागत प्रति बिट लागत भी बढ़ जाती है क्योंकि आप इस पदानुक्रम में बढ़ रहे हैं और यदि आप पदानुक्रम में नीचे जा रहे हैं फिर उपकरण धीमे हो जाएंगे लेकिन क्षमता में और प्रति बिट लागत में यह बड़ी है तो यह नीचे आ जाएगा तो कंप्यूटर सिस्टम में इन सभी प्रकार के भंडारण की आवश्यकता विभिन्न उद्देश्यों के लिए होती है तो आगे हम इस हार्ड डिस्क ड्राइव मूविंग हेड मैकेनिज्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि यह एक ऐसा है जिसके बारे में हम ज्यादातर बात करेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रोसेसर के साथ सीधी बातचीत में प्रत्यक्ष है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को वास्तव में उनकी पहुंच को अनुकूलित करने में कुछ करना है तो यह तृतीयक भंडारण एक्सेस कि बात बाकी है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास खेलने के लिए अधिक भूमिका नहीं है क्योंकि मैंने कहा है कि यह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा निर्धारित किया जाता है कि हार्ड डिस्क के मामले में अब बैकअप कब लेना है इसलिए हमारे पास प्लैटर्स की रेंज 085 इंच से लेकर 14 इंच तक है ऐतिहासिक रूप से इसलिए यह बहुत बड़ा 14 इंच व्यास का था और फिर हमें 35 इंच 25 इंच और 18 इंच के रूप में आमतौर पर उपयोग किया जाता है तो ये व्यास हैं तो रेंज गीगाबाइट्स से टेराबाइट्स प्रति ड्राइव के माध्यम से है तो इस तरह से कई प्लैटर्स की व्यवस्था की गई है तो हर प्लेट को कई ट्रैक्स की संख्या में विभाजित किया जाता है ठीक है तो अगर आपको इस तरह की एक प्लेट मिल गई है तो क्षमा करें यह सर्कल वास्तव में खराब है तो अगर आपको इस तरह की एक प्लेट मिली है तो आप इस बारे में सोच सकते हैं जैसे कि यहां कुछ संकेंद्रित सर्कल हैं और उनमें से प्रत्येक एक ट्रैक है इसलिए जानकारी को ट्रैक में संग्रहीत किया जाता है और एक ट्रैक को आगे सेक्टरों में विभाजित किया जाता है इसलिए ट्रैक को सेक्टर में विभाजित किया गया है इसलिए यह शायद यहाँ से यहाँ तक एक सेक्टर बंद है इसलिए यह एक बार यह सेक्टर 1 है यह सेक्टर 2 है इसलिए जैसे कि हमें सेक्टर मिले हैं तो यह एक सेक्टर है तो अगर यह ट्रैक है तो यह प्लेट है इसलिए इसे ट्रैक की संख्या में विभाजित किया गया है और इस ट्रैक को सेक्टरों में विभाजित किया गया है अब हमें यह रीड राइट हेड मिल गया है इसलिए प्रत्येक प्लेट के लिए कम से कम एक रीड राइट हेड होता है इसलिए यदि जानकारी डिस्क के दोनों तरफ संग्रहीत की जाती है तो हमारे पास अब इस तरह के दो रीड राइट हेड प्रति प्लेट होंगे तो एक धुरी ऐसी है कि यह पूरी प्लेट असेंबली है तो यह घूम सकता है और जैसा कि यह घूमता है यह डिस्क रीड राइट हेड एक ट्रैक पर प्रत्येक सेक्टर में आएगा और यह रीड राइट हेड ताकि वे पीछे या आगे बढ़ सकें ताकि यह किसी विशेष ट्रैक पर आ सके इसलिए एक विशेष सेक्टर को संबोधित करने के लिए जिसे आपको निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है वह सभी प्लेट नंबर में से एक है तो आपको ट्रैक नंबर और फिर सेक्टर नंबर निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है तो ये तीन चीजें हैं जिनका हमें उल्लेख करना होगा जब हम किसी विशेष सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और डेटा ट्रांसफर हमेशा एक सेक्टर के संदर्भ में होता है और डिमांड पेजिंग इन्वायरमेंट अथवा पेजर इन्वायरमेंट में सेक्टर आकार अक्सर ब्लॉक आकार या फ्रेम आकार के बराबर बनाया जाता है तो मेमोरी फ्रेम को समान बनाया जाता है तो वह एक ब्लॉक ट्रांसफर जो एक सेक्टर ट्रांसफर के बराबर होगा और जो कि मुख्य मेमोरी में एक पेज या एक फ्रेम के बराबर है इसलिए यदि आप प्लेट नंबर का उल्लेख करते हैं तो आप जानते हैं कि हम किस प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं फिर ट्रैक नंबर तदनुसार संबंधित रीड राइट हेड पीछे या आगे बढ़ सकता है और विशेष ट्रैक पर आ सकता है और उसके बाद एक सेक्टर नंबर होता है इसलिए इस सेक्टर नंबर को डिस्क पर ले जाया जाएगा और सेक्टर सेक्टर को रीड राइट के साथ और उसी से वार्डों में जोड़ा जाएगा यदि आप इस ऑपरेशन को देखेंगे तो रीड राइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा अब आप देखते हैं कि मान लीजिए मुझे चार सेक्टरों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो एक संभावना यह है कि मैं इन सभी चार सेक्टरों को एक ही ट्रैक पर रखता हूं जैसे कि 1 यह 2 है यह 3 है और यह 4 है तो ऐसा क्या होता है कि यह रीड राइट हेड आता है इसके गठबंधन सेक्टर 1 के साथ हो जाता है और जब सेक्टर 1 पढ़ना खत्म हो जाता है तो यह सेक्टर 2 में चला जाता है फिर यह सेक्टर 3 में चला जाता है और इसी तरह से आगे बढ़ता है हमारे पास एक और संभावना है कि हम कह सकते हैं कि नंबर 1 यहां है 2 3 4 यहां होने के बजाय तो 2 दूसरी प्लेट पर है 3 तीसरी प्लेट पर है 4 इस तरह चौथी प्लेट पर है ताकि रीड राइट हेड का संरेखण हो तो यह एक शॉट में किया जाता है और फिर यह इन सभी ब्लॉकों से एक साथ पढ़ना शुरू कर सकता है इसलिए यदि आप प्रत्येक प्लेट के लिए प्रत्येक सेक्टर के एक विशेष ट्रैक को देखते हैं जैसे कि प्रत्येक प्लेट का यह विशेष ट्रैक T कहता है तो वह सिलेंडर बनाता है तो यह एक सिलेंडर बनाता है ठीक तो यह एक सिलेंडर की संरचना बनाता है इसलिए प्लेट नंबर के बारे में बात करने के बजाय हम सिलेंडर नंबर के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए बात करेंगे कि यह सिलेंडर ट्रैक्स की संख्या पर वितरित किया गया है और सेक्टर नंबरिंग इस तरह से किया जाएगा इसलिए एक विशेष सिलेंडर के लिए सेक्टरों को एक विशेष सिलेंडर के रूप में गिना जाएगा सेक्टरों का नाम 1 2 3 वगैरह होगा तो यह ट्रैक नंबर भी आवश्यक नहीं है तो हम सिलेंडर संख्या बता सकते हैं और तदनुसार हम जानते हैं कि हम किस सिलेंडर के बारे में और संबंधित ट्रैक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यह सिलेंडर नंबर और सेक्टर संख्या यह उस उपयुक्त सेक्टर की पहचान कर सकती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से यह हार्ड डिस्क ड्राइव संरचना हमें इस जानकारी को प्रति सेक्टर में संग्रहीत करने में सक्षम बनाती है और एक्सेस सेक्टर के संदर्भ में है इसलिए भले ही आपको किसी सेक्टर के भीतर एक ही बाइट का उपयोग करने की आवश्यकता हो हमें इसके लिए पूरे सेक्टर को पढ़ना होगा तो यह इस सेकेंडरी स्टोरेज की संरचना है तो यह हार्ड डिस्क ड्राइव वे प्रति सेकंड 60 से 250 बार घुमाते हैं और ट्रांसफर दर वह दर है जिस पर ड्राइव और कंप्यूटर के बीच डेटा प्रवाह होता है तो वह ट्रांसफर दर वह दर है जिस पर कंप्यूटर और ड्राइव के बीच डेटा स्थानांतरित हो सकता है पोजिशनिंग टाइम या रैंडम एक्सेस टाइम डिस्क आर्म को वांछित सिलेंडर में ले जाने का समय है तो इसे वांछित सेक्टर के लिए समय और समय की तलाश भी कहा जाता है ताकि डिस्क हेड के नीचे घूम सके तो इसे रोटेशन लेटेंसी कहा जाता है तो आप देखते हैं कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मान लें कि मेरी डिस्क हेड कहीं है तो मान लीजिए कि मेरा डिस्क हेड यहां कहीं है और फिर मुझे इस विशेष सिलेंडर तक पहुंचने की आवश्यकता है फिर इस डिस्क हेड को इस राशि से आगे बढ़ना है और यह एक मैकेनिकल मोटर और एक इलेक्ट्रिकल मोटर द्वारा किया जाता है तो वह विद्युत पल्स दी जाती है और तब यह हेड आगे बढ़ता है और यह हेड एक एक करके ट्रैक पर से आगे बढ़ता है इसलिए डिस्क हेड को किसी विशेष ट्रैक पर आने या किसी विशेष सिलेंडर पर आने में कुछ समय लगता है तो इस तरह से तो उस समय को सीक समय कहा जाता है तो एक विशेष सिलेंडर तक पहुंचने के लिए रीड राइट हेड द्वारा आवश्यक समय तो वह समय की तलाश है इसके बाद एक बार यह विशेष सिलेंडर तक पहुंच गया अब इसे एक विशेष ट्रैक विशेष सेक्टर में जाना होगा तो विशेष सेक्टर में जाता है इसका मतलब है कि इस डिस्क को घुमाया जाना है और फिर उस रोटेशन को हेड को विशेष सेक्टर में ले जाएगा तो उस समय को रोटेशनल लेटेंसी कहा जाता है ठीक है तो आपको यहां दो बार सीक टाइम और लेटेंसी टाइम मिला है तो अगली स्लाइड में बताया गया है इसलिए जब हम इस सीक टाइम और लेटेंसी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो सीक टाइम वह समय है जो डिस्क आर्म को वांछित सिलेंडर में स्थानांतरित करने का समय है और लेटेंसी टाइम वांछित सेक्टर के लिए डिस्क हेड के नीचे घूमने का समय है तो डिस्क हेड घूमता नहीं है इसलिए डिस्क हेड केवल सिलेंडरों द्वारा आगे बढ़ता है या सिलेंडर द्वारा वापस आता है और फिर यह डिस्क को घुमाती है और यह एक विशेष रीड राइट हेड के साथ संरेखित हो जाती है सेक्टर संरेखित हो जाता है तो डिस्क की सतह से संपर्क बनाने से डिस्क हेड से हेड क्रैश परिणाम होता है तो यह डिस्क हेड डिस्क सतह के साथ संपर्क नहीं बनाता है क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यह लेटेंसी टाइम सीमित होगी इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए इसलिए दोनों के बीच एक छोटा सा अंतराल है और फिर कुछ मैग्नेटिक प्रेरण द्वारा तो यह इसी बिट्स संग्रहीत करता है तो यह हेड क्रैश नहीं होना चाहिए डिस्क रिमूवेबल हो सकता है तो आपको सिस्टम से डिस्क को हटाने में सक्षम होना चाहिए जैसे कि आपके पास एक ऑप्टिकल डिस्क है इसलिए जैसा कि आप कंप्यूटर सिस्टम में जानते हैं इसलिए हम डिस्क को हटा सकते हैं लेकिन हेड वहीं रहता है डिस्क ड्राइव वहीं रहता है ड्राइव से मुझे डिस्क को हटाने में सक्षम होना चाहिए अन्य प्रकार के स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क मैग्नेटिक टेप तो ये भी हैं लेकिन उनके संचालन का सिद्धांत थोड़ा अलग है इसलिए हमारे पास इसमें जाने के लिए अधिक समय नहीं है इसलिए यदि आप रुचि रखते हैं तो हम उस उद्देश्य के लिए संबंधित साहित्य में देख सकते हैं तो यह है कि डिस्क ड्राइव कैसा दिखता है तो यह आपकी डिस्क है ठीक है तो और यह रीड राइट असेंबली हेड असेंबली है इसलिए जैसा कि आप इस रीड राइट हेड को पल्स दे रहे हैं इसलिए यह एक सिलेंडर से अगले सिलेंडर तक जा सकता है तो यह इस तरह से घूम सकता है और यह हेड इस डिस्क को स्थानांतरित कर सकता है और परिणामस्वरूप संबंधित सेक्टर रीड राइट के नीचे आएगा जहां से यह रीड ऑपरेशन करना शुरू कर सकेगा तो यह पहली व्यावसायिक डिस्क ड्राइव है इसलिए यह 1956 आईबीएम कंप्यूटर में था RAMDAC कंप्यूटर आईबीएम मॉडल 350 डिस्क स्टोरेज 5 मिलियन कैरेक्टर्स में शामिल है प्रत्येक कैरेक्टर 7 बिट का है तो 50 इंच गुणा 24 इंच प्लैटर तो यह वास्तव में एक बड़ी राशि है और एक्सेस टाइम एक सेकंड कम से कम या बराबर है तो यह परिदृश्य था इसलिए बड़ी सिस्टम है तो यह डिस्क ड्राइव है जो हमारे पास है तो यह एक बड़ी सिस्टम है लेकिन अब आकार कम हो गया है तो यह बहुत छोटा हो गया है और हम इसे बहुत आसानी से कंप्यूटर पर संलग्न रख सकते हैं अब यदि आप मैग्नेटिक डिस्क के परफॉरमेंस का न्याय करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक्सेस विलंबता है जिसे कभी कभी औसत एक्सेस समय भी कहा जाता है यह सबसे तेजी से डिस्क के लिए औसत समय और औसत विलंबता का समय है तो औसत तलाश का समय लगभग 3 मिलीसेकंड है और विलंबता का समय 2 मिलीसेकंड है तो यह लगभग 5 मिलीसेकंड है यदि आप मंद डिस्क की तलाश कर रहे हैं जो आपके पास आज है तो यह सीक टाइम के 9 मिलीसेकंड और औसत लेटेंसी टाइम के 556 मिलीसेकंड है तो यह 1456 मिलीसेकंड की एक्सेस लेटेंसी टाइम बनाता है इसलिए औसत IO समय औसत एक्सेस टाइम प्लस हस्तांतरण राशि अथवा हस्तांतरण राशि जोकि हस्तांतरण करने में लगता है विभाजन स्थानांतरित दर योग कंट्रोलर ओवरहेड जैसा कि यदि आप कोई वास्तविक IO ऑपरेशन करते हैं तो डिस्क ड्राइव को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यह सूचित करना होगा कि हम यह ट्रांसफर करना चाहते हैं तो तदनुसार उस कंट्रोलर के पास कुछ देरी होगी तो यह कंट्रोलर डिले कहलाता है फिर ये औसत एक्सेस टाइम तो वह सीक टाइम और लेटेंसी टाइम का जोड़ है तो वे मान वास्तविक डेटा हस्तांतरण के अतिरिक्त होंगे इसलिए रीड राइट हेड को विशेष सेक्टर के साथ संरेखित करने के बाद डेटा ट्रांसफर एक निश्चित दर पर होगा इसलिए वह दर यदि मैं उस मात्रा से विभाजित करता हूं जो उस डेटा की मात्रा है जिसे हमें स्थानांतरित करने की आवश्यकता है इसलिए इससे मुझे ट्रांसफर का समय मिल जाएगा इसलिए हमारे पास औसत I O समय है हम अब डिस्क की संरचना पर विचार करते हैं इसलिए डिस्क ड्राइव को लॉजिकल ब्लॉकों के बड़े एक आयामी ऐरे के रूप में संबोधित किया जाता है जैसा कि मैंने कहा कि प्राथमिक स्टोरेज के विपरीत द्वितीयक स्टोरेज को बाइट या शब्दों के संदर्भ में एक्सेस नहीं किया जाता है तो वे इसे ब्लॉक के संदर्भ में एक्सेस करते हैं और एक ब्लॉक 1 किलोबाइट 2 किलोबाइट 4 किलोबाइट की तरह हो सकता है तो यह ब्लॉक का आकार सिस्टम डिजाइनर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है तो यह है कि डिस्क ड्राइव को एक बड़े ब्लॉक के रूप में संबोधित किया जाता है लॉजिकल ब्लॉक का एक आयामी ऐरे और निम्न स्तर का फॉर्मेटिंग भौतिक मीडिया पर लॉजिकल ब्लॉक बनाता है इसलिए जब आप कर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जब आप एक नया डिस्क ड्राइव या नया सेकेंडरी स्टोरेज प्राप्त करते हैं तो उसे फॉर्मेट करना होगा इसलिए फॉर्मेटिंग वास्तव में इन लॉजिकल ब्लॉकों को चिह्नित करता है जहां लॉजिकल ब्लॉक स्थित होंगे लॉजिकल ब्लॉक के एक आयामी ऐरे को डिस्क के सेक्टरों पर क्रमिक रूप से मैप किया जाता है इसलिए जैसा कि मैं बता रहा था यदि हम एक विशेष सिलेंडर में देख रहे हैं तो इसलिए इन ब्लॉकों को क्रमिक रूप से प्रत्येक सिलेंडर पर एक एक करके चिह्नित किया जाता है इसलिए सेक्टर शून्य सबसे बाहरी एक सबसे बाहरी ट्रैक है और वहां पर पहला सेक्टर है और उस ट्रैक के माध्यम से मैपिंग की कार्यवाही होती है और फिर उस सिलेंडर में और फिर बाकी सिलेंडर के माध्यम से सबसे बाहरी से अंतरतम ट्रैक तक पहुंच जाती है तो उस तरह से ताकि ऑर्डर किया जाए तो इस तरह मान लीजिए कि यह एक ट्रैक है इसलिए यदि आप एक विशेष सिलेंडर पर विचार करते हैं तो यह एक सिलेंडर है और प्रत्येक डिस्क को इसके लिए एक ट्रैक मिल गया है इस प्रकार यह ट्रैक अब नंबर ऑफ सेक्टर में विभाजित हो गया है इस ट्रैक को इस तरह से कई सेक्टर में विभाजित किया गया है तो यह कहा जाता है कि सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर यहीं से शुरू होगा तो अब यह 9 होगा यह 10 है यह 11 है इसलिए यह इस तरह से जाएगा क्योंकि एक बार डिस्क रीड राइट हेड को यहां रखा गया है इसलिए आप देखते हैं कि यह ब्लॉक को क्रमिक रूप से रीड करना शुरू कर सकता है इसलिए एक बार यह रीड कर लेने के बाद आपका रीड राइट हेड पहले से ही यहाँ है तो वहाँ से यह दूसरा ब्लॉक रीड करना शुरू कर सकता है वहाँ से यह तीसरा ब्लॉक रीड करना शुरू कर सकता है इसलिए रीड डेटा के एक पूर्ण ट्रैक के लिए यह पूरे ट्रैक में रीड राइट के किसी भी मूवमेंट की आवश्यकता के बिना आगे बढ़ सकता है हालाँकि एक बार यह हो जाने के बाद यदि अगला सेक्टर इस डिस्क पर ही असाइन किया गया है तो आपको रीड राइट को फिर से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो इसमें फिर से सीक टाइम लगेगा इसलिए इसके बजाय इसलिए कि यह अगला सेक्टर सौंपा गया है या अगला लॉजिकल ब्लॉक सौंपा गया है या अगली प्लेट का पहला सेक्टर ठीक है तो इस तरह से 9 यहाँ है तो ऐसा तब जब पहली डिस्क रीड राइट हेड के लिए पहली बार 1 के लिए संरेखित हुई यहाँ भी यह रीड राइट हेड 9 में संरेखित हो गया और यह नहीं चला इसलिए यह यहां शेष है तो एक बार 8 तक आप पढ़ चुके हैं तो आप तुरंत सेक्टर 9 से पढ़ना शुरू कर सकते हैं इसलिए ब्लॉक 9 से आगे अब एक बार यह हो जाने के बाद आप अगली प्लेट पर अगले ट्रैक पर आ सकते हैं और अगली प्लेट पर उसी सिलेंडर पर और आप वहां से पढ़ना शुरू कर सकते हैं तो यह यहाँ बताया गया है कि मैपिंग उस ट्रैक के माध्यम से आगे बढ़ती है और फिर उस सिलेंडर पर और फिर बाकी बाहरी से अंतरतम तक के सिलेंडर के माध्यम से से चलती है इसलिए लॉजिकल एड्रेस से भौतिक एड्रेस आसान होना चाहिए तो वहाँ कुछ खराब सेक्टर हैं इसलिए प्रारंभिक फॉर्मेटिंग करते समय इन खराब सेक्टरों से बचा जाता है और एक नोटिस रखा जाता है कि ये खराब सेक्टर हैं वहाँ कोई डेटा नहीं लिखा जाएगा निरंतर कोणीय वेग के माध्यम से प्रति ट्रैक के सेक्टरों की गैर निरंतर संख्या इसलिए यदि स्वाभाविक रूप से प्रति ट्रैक सेक्टरों की संख्या अलग अलग होगी क्योंकि इस आंतरिक ट्रैक के लिए ट्रैक का आकार छोटा है और बाहरी ट्रैक के लिए ट्रैक का आकार बड़ा है ठीक है इसलिए परिणामस्वरूप पटरियों पर सेक्टरों की संख्या अलग अलग होगी प्रत्येक सेक्टर 512 बाइट से 4 किलोबाइट का है तो यह भिन्न हो सकता है और सबसे छोटा I O जो एक ड्राइव कर सकता है इसलिए यह ब्लॉक के संदर्भ में है तो जो भी ब्लॉक आकार निर्धारित किया जाता है केवल उस दर पर यह हस्तांतरण कर सकता है इसलिए हम इस डिस्क ड्राइव पर अगली कक्षा में चर्चा जारी रखेंगे